इस मॉड्यूल में हम ध्वनिक डिज़ाइन पर विचार करेंगे अब तक हम कुछ निश्चित सूचकांकों को देख रहे हैं अब विशिष्ट संख्याएं जो उपयोगी हैं अब हम उदाहरण के लिए थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य पर गौर करेंगे उदाहरण के लिए यदि आप एक सभागार रचना कर रहे हैं या यदि आप एक लेक्चर हॉल को डिजाइन कर रहे हैं तो आप कैसे कदम उठाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में मैं आपको चरण के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करूँगा जो आपके सुनने की जगह को डिज़ाइन करते समय सामने आती हैं इसलिए हम सामान्य डिजाइन पर विचार करेंगे इसके अलावा इस मॉड्यूल में मैं ऑडिटोरियम परियोजनाओं में से एक का प्रदर्शन करूंगा जिसमें ओडोन नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा ओडोन ध्वनिकी जो एक बहुत विस्तृत और दिलचस्प सॉफ्टवेयर है आज उपलब्ध सबसे परिष्कृत उपकरणों में से एक मैं उस विशेष टूल का उपयोग करके ऑडिटोरियम की एक परियोजना का प्रदर्शन करूंगा तो हम ध्वनि ध्वनि संचरण के बारे में बात कर रहे थे तो आपके पास एक सभागार मंच क्षेत्र है और श्रोता यहां है आपके पास एक सीधा ध्वनि तरंग है यह वही है जो मैं आपको अंतिम मॉड्यूल बताने की कोशिश कर रहा था तो आपके पास एक प्रारंभिक समय विलंब अंतराल है जिसे I T D या प्रारंभिक समय विलंब अंतराल कहा जाता है यदि आप करीब हैं तो आप इसे 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड या 5 मिलीसेकंड में सुनते हैं यदि आपको जितना संभव हो उतना करीब है फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह दूरी बढ़ती जाती है तो यह मिलीसेकंड मूल्य में वृद्धि होती है समय अवधि की संख्या जिसे प्रारंभिक समय विलंब अंतराल कहा जाता है कल्पना कीजिए कि यह चालीस मिलीसेकंड 50 मिलीसेकंड है जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं फिर आपके पास परावर्तन दीवार परावर्तन होंगे आर 1 फिर आपके पास छत के परावर्तन फर्श के परावर्तन हो सकते हैं 3 क्षेत्रों में परावर्तन होते हैं उदाहरण के लिए पहला परावर्तन दूसरा परावर्तन जो उस तक पहुंचता है तब यह कहीं पीछे की दीवार बगल की दीवार से टकरा सकता है और फिर वापस आ सकता है तो आपके पास बहुत सारे परावर्तनब होंगे और उनमें से प्रत्येक अंत में यदि आप टैली करते हैं तो आप इसे कुछ मिलीसेकंड में प्राप्त करेंगे यह हम 50 मिलीसेकंड के भीतर c50 या 80 मिलीसेकंड स्पष्टता c80 के भीतर बात कर रहे थे अब एक महत्वपूर्ण चीज जिसे आपको ऑडिटोरियम को डिजाइन करने में नियंत्रित करना है वह है सीधी ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतर हां हमने भाषण प्रदर्शन के लिए मिलीसेकंड के बाद आने वाले या संगीत प्रदर्शन के लिए 80 मिलीसेकंड के बाद जो भी बात की है वह आपकी मदद करने वाली नहीं है बल्कि यह अगले संकेत को मास्क करने वाला है तो हम क्या करते हैं हम इस समस्या को कैसे हल करते हैं हां मुझे पता है कि सी 50 वांछनीय नहीं है यह इसके उच्च पक्ष पर है जो समय की आवश्यकता से अधिक है या स्पष्टता मूल्य कम है सी 50 आवश्यकता से कम है सी 80 आवश्यकता से कम है जिसका अर्थ है कि संकेत की तुलना में परिवेश बहुत कम है तो इस समस्या को हल करने का एक प्रयास दूरी को कम करने से होगा प्रत्यक्ष ध्वनि और परावर्तित ध्वनि प्रत्यक्ष और परावर्तित ध्वनि के बीच की दूरी के बीच का अंतर तो हम इसे फिर से कैसे करते हैं अगर मैं इस तरह का मामला उठाऊं d एक प्रत्यक्ष ध्वनि है वक्ता बनाम श्रोता वह इसे 10 मिली सेकेंड में प्राप्त कर रहा है उसे प्रत्यक्ष ध्वनि मिल रही है एक परावर्तनित लहर की कल्पना करें हम परावर्तित ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं हजारों परावर्तन हैं जो हो रहे हैं पहले परावर्तन को लें एक यह यहाँ जाता है एक पथ बी और पथ सी यदि यह 20 मिलीसेकंड है और उदाहरण के लिए यह 80 मिलीसेकंड है तो उनके बीच का समय 60 मिलीसेकंड है यह देखते हुए कि आपके पास प्रत्यक्ष और परावर्तित ध्वनि होगी उनके बीच का अंतर 60 मिलीसेकंड है जिसका अर्थ है कि यदि यह एक भाषण प्रदर्शन है तो यह वास्तव में लाभ नहीं होने वाला है बल्कि यह अगले ध्वनि अनुक्रम को मास्क करने वाला है जबकि यदि यह एक संगीत प्रदर्शन है 60 मिलीसेकंड अंतर ठीक होने वाला है यह ठीक वही है है जैसे हम यहां नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं एक प्लस बी प्लस सी यह दूरी माइनस डी 60 फीट या 18 मीटर से कम है इसलिए वास्तव में यहां हम मीटर के संदर्भ में समय डोमेन और दूरी को परिवर्तित कर रहे हैं मीटर के संदर्भ में तो 340 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग या 1130 फीट प्रति सेकंड यदि आप c50 की गणना कर रहे हैं तो 50 मिलीसेकंड में यह 18 मीटर की यात्रा करेगा इसलिए यदि अंतर 18 मीटर से कम है तो आप परावर्तित ध्वनि को 15 मिलीसेकंड में भी प्राप्त कर पाएंगे आदर्श रूप से इसका मतलब है यदि यह 18 मीटर से अधिक है तो बहुत सारे देर के ध्वनि परावर्तन है ध्वनि कमजोर होगी क्योंकि प्रत्येक संकेत देर से परावर्तन द्वारा मास्क होने वाला है इससे बचने के लिए आपको किसी तरह शुरुआती परावर्तन को नियंत्रित करना या बढ़ाना होगा आइए हम देखें कि हम यह कैसे करते हैं परावर्तित पहले परिदृश्य की कल्पना करें एक व्यक्ति यहां बैठा है यह स्रोत है आपके पास एक परावर्तक है आमतौर पर बड़े सभागारों में आपने ध्वनिक परावर्तकों को देखा होगा जिसमें विभिन्न सामग्रियों के हैंगिंग पैनल होंगे हम अभी सामग्री भाग का अध्ययन नहीं करेंगे कल्पना कीजिए कि यह एक परावर्तक सामग्री या परावर्तक कपड़े है यह विशिष्ट आवृत्ति के लिए है फिर से बस आपको एक नोट देने के लिए यहां प्रयुक्त सामग्री बहुत मायने रखती है और यह भी निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है कि एक विशिष्ट आवृत्ति ध्वनि कैसे परावर्तित होती है एक और महत्वपूर्ण बात चीज का आयाम है अगर यह बहुत संकीर्ण बनाम बहुत बड़ा है किस आवृत्ति पर यह प्रभावी होने वाला है कम आवृत्ति की ध्वनियों के लिए बड़े पैनल प्रभावी होते हैं मेरा मतलब है कि आगे पुनरावृत्ति गणना विधियां सूत्र समीकरण भी हैं जिनके उपयोग से आप चौड़ाई को भी निर्धारित कर सकते हैं साथ ही इन निलंबित रिफ्लेक्टरों की गहराई भी हम अभी उस विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन हम प्रत्यक्ष स्रोत और परावर्तित पथ के अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कल्पना कीजिए कि एक सीधी आवाज है दूरी 110 फीट है परावर्तित पथ यह 100 फीट है अब एक 35 फुट की दूरी परावर्तित पथ फिर से यह थीटा है आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर है तो यह अंतर अब 25 फुट है यदि आप इसे परिवर्तित करते हैं तो आपको 22 मिलीसेकंड मिलते हैं जिसका अर्थ है कि यह प्रारंभिक परावर्तन है जो वास्तव में आपके प्रत्यक्ष ध्वनि संकेत को बढ़ा रहा है अब हम इस परावर्तक को थोड़ा ऊपर धकेलते हैं इसे आगे बढ़ाते हैं अब ऊँचाई बढ़ जाती है कमोबेश झुकाव बरकरार रहता है लेकिन ऊँचाई बदलती रहती है सीधा रास्ता 110 फुट पर रहता है यह 130 है यह 80 है इसे एक साथ रखेंगे और 110 को हटाएंगे आपके पास सौ फुट का अंतर है जिसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय 88 मिलीसेकंड है जिसका अर्थ है कि यह एक भाषण प्रदर्शन है जिसमें हम 50 मिलीसेकंड के आगमन में रुचि रखते हैं यह 38 मिलीसेकंड से अधिक है जो वांछनीय नहीं है तो वास्तव में हमें इसे शामिल करना होगा शुरू में हम 22 मिलीसेकंड में पहुंचे थे जो अच्छा है लेकिन अगर आप इसे थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अब दूसरा वैकल्पिक प्रयास कर रहे हैं जहां आप इसे प्राप्त कर रहे हैं 88 मिलीसेकंड जिसका अर्थ है कि इस और इसके बीच कुछ जगह है जहां यह इष्टतम होगा कि आप इसे केवल 50 मिलीसेकंड या उससे कम पर काट सकते हैं यदि आप रुचि रखते हैं यह भी ठीक होगा लेकिन यह खुद हॉल की वास्तुकला पर भी निर्भर करता है आप नहीं चाहते कि परावर्तक बहुत पास हों और यदि हॉल बड़ा है तो यह सीट की एक पंक्ति नहीं है जहाँ परावर्तक काम करने जा रहा है यह एक सभागार में कुछ पंक्तियों पर काम करने वाला है तो आप पाते हैं कि बहुत सारे देर के परावर्तन है अब आप इसके बीच में तीसरे स्थान पर पहुँचते हैं आप इसे एक बिंदु पर तय कर रहे हैं जहां प्रत्यक्ष और परावर्तित के बीच की लंबाई का अंतर लगभग 57 फुट है यह वास्तव में आपको 50 मिलीसेकंड देगा जिसका अर्थ है कि इस बिंदु तक एक सीमा है यदि आप इसे और आगे ले जाने जा रहे हैं तो इसका परिणाम बहुत देर के परावर्तन होंगे लेकिन इसके नीचे यह ठीक है तो यह एक ऐसा बिंदु है जहां आपको यह कहते हुए रेखा खींचनी होगी कि रिफ्लेक्टरों को यहां या इस बिंदु से नीचे रखा जाएगा सिंगल फ्लैट लेट तरह के रिफ्लेक्टर के लिए यह ठीक है लेकिन जब यह घुमावदार रिफ्लेक्टर की बात आती है तो यह अंततः अधिक जटिल हो जाता है अब इन्हें दर ध्वनि वृद्धि दर कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि आप इस तरह से एक सभागार डिजाइन करने के लिए कर रहे हैं आपको पहले यह परिभाषित करना और डिजाइन करना होगा कि यहां क्या परावर्तन हैं इनमें से प्रत्येक बिंदु यदि आप इसे खंडों में विभाजित करते हैं तो इनमें से प्रत्येक खंड एक निश्चित कोण में परावर्तन करेगा इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप यहां एक आदमी में रुचि रखते हैं तो यहां पर सीधे पथ बनाम परावर्तित पथ पर बैठे आपको गणना करना होगा एक और सेट एक और पाँच पंक्तियाँ परावर्तित पथ बनाम सीधा रास्ता लें तो यहां यह ठीक लगता है तो अगला परावर्तन बालकनी से हो सकता है या यदि आप यहां बालकनी सीट लेते हैं तो आपके पास छत से सीधा परावर्तन हो सकता है यह आगे भी जा सकता है और यह आ सकता है यह खंड है यह आप इसे पक्ष में देख रहे हैं यह ऊंचाई पर है कट अनुभाग यहां है यदि आप इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हर तरफ सीधी आवाज मिलेगी दूरी मिलीसेकंड में समय उसकी तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक होगा यह अधिक होगा वह परावर्तनित ध्वनि प्राप्त करेगा वह पीछे की दीवार से भी आवाजें निकालेंगे तो क्षय के बिना सबसे लंबे समय तक परावर्तन पर विचार करना होगा मैं आपको एक विशिष्ट उदाहरण दिखाऊंगा वास्तविक ऑडिटोरियम का उपयोग करके डिजाइन करने का उदाहरण इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्वनिक दोष कहा जाता है चार सामान्य दोष हैं पहली बात इको है इको के दूसरे संस्करण को स्पंदन इको कहा जाता है आपके पास एक और घटना है जिसे साउंड फोकसिंग कहा जाता है और आपके पास एक और एक है जिसे ध्वनिक क्रीप कहा जाता है ये सामान्य रूप से होने वाले ध्वनिक दोष के चार प्रकार हैं जो आपको एक हॉल में मिलते हैं यहां आपको प्रतिध्वनि और पुनर्वितरणके समय के बीच अंतर करना होगा गूंज भी ध्वनि का परावर्तन है लेकिन बहुत तेज परावर्तन है जिस मामले के बारे में हम बात कर रहे थे उसे याद करें यहां एक विशिष्ट संकेत है आप इसे 68 डिग्री से नीचे जाने की अनुमति दे रहे हैं उदाहरण के लिए यहां एक ढलान बन रहा है यदि विशिष्ट दीवार की सतह हैं जो परिवर्तितहोती हैं पीछे की दीवार या आपके पास एक गैलरी है वी आई पी गैलरी विशिष्ट सभागार आपके पास एक वी आई पी गैलरी बॉक्स है जो मंच के आगे सीधे है जब कोई व्यक्ति ताली बजा रहा हो या जब कोई व्यक्ति किसी शब्द को मजबूती से कह रहा हो शब्द की वर्तनी हो तो ध्वनि का क्षय होगा तो आपके पास यहां एक मंच पोडियम है आपके पास बैठने की व्यवस्था है आपके पास एक बालकनी है आपके पास छत है तो कल्पना कीजिए कि आपके यहां एक कांच की सतह है यह विशेष चीज कांच है यदि कोई व्यक्ति बहुत मजबूत वर्तनी कर रहा है या एक आवेगी स्रोत उत्पन्न होता है तो एक मजबूत परावर्तन होने वाला है जो उसके पास वापस आ जाएगा आप कभी कभी इसे एक ध्वनिक थप्पड़ कहते हैं तो बहुत तेज परावर्तन है जो आ रहा है दूसरी ओर एक नियमित तरह का परावर्तन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वह यहाँ से परावर्तित होगा ये आगे छोटे परावर्तन हैं लेकिन एक तेज आवाज है जो यहां पहुंच रही है और वापस आ रही है यदि आप एक ग्राफ के संदर्भ में पुनर्वितरण समय रिकॉर्ड को मापते हैं तो आप वास्तव में एक बहुत तेज वृद्धि पाएंगे और फिर यहां गिर रहा है तो आखिरकार यह आपको एक और तेज आवेगपूर्ण ध्वनि दे रहा है तो आपके पास धीरे धीरे ध्वनि का क्षय था लेकिन फिर एक और तेज आवेग है फिर यह क्षय हो रहा है यह आपकी मूल ध्वनि थी पृष्ठभूमि का शोर स्तर तब आपने यह आवेग बनाया था यह नीचे क्षय कर रहा था फिर यह और क्षय हो रहा है जिसका अर्थ है कि आपको प्रतिध्वनि की समस्या है आप इसे खोजने में सक्षम होंगे यदि आप पुनर्वितरण समय को ध्यान से रिकॉर्ड कर रहे हैं एक और घटना स्पंदन प्रतिध्वनित होती है आमतौर पर सम्मेलन कक्षों में होती है बोर्ड के कई कमरों में यह समस्या होती है आपके पास दो समानांतर सतह हैं मान लीजिए कि यह एक सम्मेलन कक्ष है और लोग चारों ओर बैठे हैं विशेष रूप से कुछ आवेगपूर्ण ध्वनि होती है जो उत्पन्न होती है यदि आप ताली बजा रहे हैं तो ऐसा होगा यह परावर्तित होगा परावर्तित होगा और परावर्तित होगा यह जल्दी से क्षय नहीं होगा लेकिन यह परावर्तित होता जाएगा तो एक व्यक्ति यहां बैठा है वह पहले एक परावर्तन फिर तेज परावर्तन फिर पहली प्रतिध्वनि सुनेगा फिर वह टकराएगा और वापस आएगा वह दूसरा परावर्तन है दूसरी प्रतिध्वनि सुनेगा यह ज़िगज़ैग हो सकता है लेकिन यह उसी सतह में भी हो सकता है तीसरा चौथा पांचवां तो बहुत सी आवेगपूर्ण आवाज़ें होंगी जो एक के पीछे एक हो रही हैं यह वही है जो यहाँ दिखाया गया है क्रमिक क्षय पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वहाँ बहुत सारे स्पंदन होंगे जो हो रहे हैं तीसरी घटना ध्वनि को केंद्रित करना है उस सर्कुलर हॉल के मामले की कल्पना कीजिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हमने एक विशिष्ट परिपत्र हॉल के बारे में बात की जिसमें एक तरफ पोडियम है तो इस हॉल में क्या होता है यदि आप यहां बैठे हैं तो यह ध्वनि परावर्तित होती है और विभिन्न बिंदुओं से परावर्तित होती है तो ये सभी सतहें क्या कर रही हैं अवतल सतहों वे आप पर ध्वनि केंद्रित करते हैं अगर आप यहां बैठे हैं यह स्रोत है सब कुछ ध्वनि को परावर्तित कर रहा है और इसे एक एकल बिंदु पर केंद्रित कर रहा है फोकस बिंदु अलग अलग होता है जो वक्रता के कोण पर निर्भर करता है तो वक्र जितना बड़ा होगा कहीं न कहीं इस तरह की चीज बनेगी बहुत कम वक्र के लिए आपके पास अधिक केंद्रित परावर्तन होंगे बहुत कम वक्र के लिए यहां केंद्रित होगा यह एक ऐसी चीज है जो बेहतर नहीं है यह भी क्षय की ओर ले जाएगा फिर एक तेज परावर्तन यह गूंज का कारण बन सकता है या यह ध्वनिक क्रीप बना सकता है इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए यहां बैठे हैं यदि आप इस बिंदु पर बैठे हैं तो स्पीकर यहां कहीं है आपको धीरे धीरे क्रीप की आवाज़ मिलेगी जो कि केवल एक संकेत की तरह है और बेहतर नहीं है इसलिए यह सुचारू होने के बजाय इस ढलान में अंत में बहुत सारी हलचल हैं हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे प्रतिध्वनि होती है जैसा कि मैंने कहा कि बहुत तेज परावर्तन हैं इससे बचने के लिए आपको या तो परावर्तन हूं के कोण को संशोधित करना होगा या आपको अवशोषित सामग्री के लिए जाना होगा लेकिन आमतौर पर गूंज के लिए अधिक से अधिक अवशोषण सामग्री डालने के बजाय सतहों के कोण को संशोधित करना ज्यादा सही है क्योंकि यह भी है आवृत्ति निर्भर है और गूंज समस्याओं को पूरी तरह से केवल ध्वनिक सामग्री द्वारा हल नहीं किया जा सकता है हां केवल ध्वनिक उपचार का उपयोग करने के तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका डिजाइन के दौरान ध्यान देना है नंबर दो है स्पंदन प्रतिध्वनि सामान्य घटनाएं जो मैं बता रहा था एक निरंतर परावर्तन और सतह में फिर से परावर्तन दो विधियां हैं या तो दीवार के कोण को बदल दें समानांतर सतहों को न बनाएं या किसी एक सतह का इलाज करें और इसे अधिक विसरित करें कृपया याद रखें कि आप इसे और अधिक विसरित बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं न कि अवशोषणशील जहाँ तक ध्वनिक ध्यान केंद्रित करने का सवाल है सबसे अच्छा तरीका एक गोलाकार आकृति या अवतल आकृतियों से बचना है अवतल आकृतियाँ खतरनाक हैं दोनों सतह के रूप में और साथ ही गुंबद की छत दोनों अवतल आकार हैं जो बहुत तेज ध्वनि केंद्रित करेंगे उन्हें टालना चाहिए एक बार अगर वास्तुकला इसकी मांग करता है या किसी कारण से या अन्य धार्मिक इमारतों में जहां एक गुंबद की छत उदाहरण के लिए गंभीर रूप से आवश्यक है जैसे लोगों की भावनाएं इसकी मांग करती हैं आप वहां ध्वनिक कार्ड नहीं खेल सकते हैं इस मामले में एक संस्कृति है परंपरा जो आपको ऐसे रिक्त स्थान बनाने की मांग कर रही है अगला सबसे अच्छा विकल्प इन स्थानों का इलाज करना है इन अवतल स्थानों में अधिक प्रसार और अवशोषणशील बनाना है ताकि ध्वनि केंद्रित करने वाले प्रभाव से बचा जा सके इसी तरह क्रीप के लिए सबसे अच्छा विकल्प या तो इसे फैलाना है या अवशोषणशील बनाता है आपको सावधान रहना होगा कि आप किस आवृत्ति पर ध्वनि अवशोषण प्रदान कर रहे हैं जो वास्तव में उपचार की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है कुछ अन्य घटनाएं है मैं इसे एक दोष नहीं कहूंगा हालांकि मैंने इसे वर्गीकृत किया है या इस खंड में डाल दिया है मैं इसे दोष नहीं कहूंगा लेकिन हम इसे युग्मित ध्वनिक स्थान कहते हैं कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कमरा या एक हॉल है आपके पास कुछ प्रकार के लाउवर हैं हम पुनर्वितरण समय बदल सकते हैं आपको एक बड़े पुनर्वितरण के समय की आवश्यकता होती है सेकंड की संख्या अधिक होनी चाहिए फिर आप इन लाउवरों को ओपन क्लोज कर सकते हैं या यदि दरवाजे की एक श्रृंखला से जुड़े दो कमरे हैं तो आप बस दरवाजों को थोड़ा सा खोलते हैं अब आपके पास एक कमरा एक बैठक या यहाँ एक संगोष्ठी कक्ष है यदि यह ऐसा है कि आप बहुत अधिक इलाज नहीं कर सकते हैं या आप इसके आसपास बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप यहां एक एंटी स्पेस बनाते हैं यहां एक एंटी स्पेस बनाते हैं बहुत सारे रिक्त स्थान बनाते हैं आप उन्हें किसी एक कार्य के लिए बंद रख सकते हैं एक घटना के लिए जब आपके पास एक विशिष्ट वांछित पुनर्वितरण समय होता है तो आप इन चीजों को बंद रखते हैं आपको rt1 मिलता है घटना दो के लिए आपको rt2 की आवश्यकता है बस इन चीजों को खोलें वास्तव में आप स्वयं कमरे की आयतन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी बात दोहरा ध्वनिक ढलान की ओर जाति है पहला क्षय ढलान है तो फिर दूसरी ढलान है इसलिए आपके पास एक स्थान है जब आप खोलते हैं मात्रा पर निर्भर करता है और साथ ही आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्लॉट की संख्या पर क्षय के ढलान में परिवर्तन होता है अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं मैं सरल प्रयोग के साथ प्रदर्शित करूंगा जो आयोजित किया गया था यह एक सही एनेकोटिक चैम्बर या एक परफेक्ट एब्सोर्बिंग चैंबर है जहां एक व्यक्ति को बैठने के लिए बनाया गया था ध्वनि प्रवर्धन या ध्वनि स्रोतों की एक श्रृंखला थी जो उसके चारों ओर लगाई गई थी एक सीधी आवाज़ है यह इसका एक दृश्य है आदमी यहाँ बैठा है यह वही है जो आप यहाँ देख रहे हैं काले रंग की चीजें वहाँ एक अंधेरे बनाम खाली है अंधेरे हैं जहां स्रोत चालू हैं इन स्रोत को बंद कर दिया जाता है जो भी अंधेरा है वहां स्रोत चालू हैं इस मामले में एक प्रत्यक्ष पहले हमेशा होता है जो सीधे उसके चेहरे के सामने होता है यह हमेशा चालू रहता है इस मामले में वाह 1 2 और 3 तो यह एक दूसरा और तीसरा है इस मामले में यह चालू है दो पक्ष एक दाएं और बाएं वे चालू हैं उदाहरण के लिए इस मामले में यह चालू है अन्य सभी बंद है लेकिन ये दोनों चालू हैं तो आप उसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन सी ध्वनि पसंद है जो अधिक दिशात्मक है और जो आपके चारों ओर अधिक फैला हुआ है आम तौर पर देखें यदि आप एक संगीत सुन रहे हैं तो आप बहुत मजबूत दिशात्मक ध्वनि पसंद नहीं करेंगे जबकि भाषण के लिए आप एक दिशात्मक ध्वनि पसंद करेंगे और कुछ मामलों में आप कुछ व्याख्यान सुन रहे हैं अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वह किस दिशा में बात कर रहा है यह ध्यान देने के लिए अच्छा है जबकि संगीत के लिए यदि यह अधिक विसरित है तो यह अच्छा है आप घटना को ध्वनिक आवरण कहते हैं यह वही है जो मैं इसमें वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया परिणाम यहाँ हैं मैं जल्दी से आपको बताऊंगा यह प्रतिभागी द्वारा आंका गया है इसलिए प्रत्येक भागीदार को यहां बैठने के लिए कहा गया था स्रोतों का एक विशिष्ट सेट चालू किया गया था और फिर उन्हें बताने को कहा गया जो उन्हें अधिक आवरण देता है जो अधिक बेहतर है तो स्केल माइनस 1 से प्लस 1 तक भिन्न होता है वास्तव में लोगों को जो मिला था यहाँ एक स्रोत और दो जो बाएँ और दाएँ 90 डिग्री से हैं उन्होंने एक अच्छा आवरण पाया जबकि दिशात्मक मैं कि अगर आपके पास ये तीन हैं या ये बनाम इन दो पर तो आवरण नीचे आ रहा था आवरण एक और महत्वपूर्ण घटना है यह सिर्फ ध्वनि परावर्तन की घटनाओं को समझने के लिए है अब हम एक वास्तविक हॉल के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे जहां मैं इन मापदंडों के बारे में बात करूंगा यह गुणवत्ता संकेतक जो मैं पिछले दो मॉड्यूल के लिए चर्चा कर रहा था अब हम एक छोटे प्रदर्शन का उपयोग करते हुए इन ध्वनिक गुणवत्ता संकेतकों पर एक नज़र डालेंगे इस सॉफ्टवेयर को ओडियन कहा जाता है यह रेट रेसिंग और विशिष्ट विस्तृत ध्वनिक गणना में मदद करता है एक बहुत ही रोचक है उदाहरण के लिए कई अन्य सॉफ़्टवेयर हैं EASE एक और उदाहरण है आपके पास Catt ध्वनिकी है ये कुछ उपकरण के उदाहरण हैं समान दर रेसिंग अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनिकी की मूल बातें या बुनियादी बातें शामिल हैं चाहे आप जिस भी उपकरण से काम करते हों आप एक बेहतर डिज़ाइन प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो हमारे यहां एक सभागार है यह एक बड़ा सभागार है यदि आप इसे करीब से देखते हैं और यह एक बहुत लंबा स्थान है यह लगभग 2000 से अधिक क्षमता का सभागार है ऊँचाई भी लगभग 15 मीटर प्लस ऊँचाई है ऊपर से देखते हुए एक बड़े आयतन का स्थान देखो और इसे महसूस करो आपके पास केंद्र मंच है और आपके पास बालकनी है यह वह मॉडल है जिसे हमने ओडोन में विकसित किया था आपके पास सीलिंग है और मैं आपको एक संपूर्ण जगह दिखा रहा हूं जो ध्वनिक रूप से संपूर्ण स्थान है तो इन रंगों में से प्रत्येक वास्तव में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवशोषण की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है वे जितने गहरे होते हैं उतना अधिक अवशोषण प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए छत में कुछ हल्के हिस्से हैं वे जिप्सम पैनल हैं और वे बहुत कम अवशोषित करते हैं फिर वे आवृत्ति पर निर्भर होते हैं ऐसे पैनल हैं जहां ध्वनिक अवशोषण वास्तव में प्रदान किया जाता है साथ ही आपके पास छत का एक निश्चित झुकाव भी है जिसे विशेष रूप से प्रारंभिक और देर के परावर्तन के लिए डिज़ाइन किया गया है साथ ही ध्वनिक परावर्तक भी हैं और साइडवॉल पर प्रदान किए गए अवशोषक आपके पास एक बालकनी भी है हम एक एक करके विवरणों में जाएंगे इसलिए हमने बहुत सारे स्रोत और रिसीवर रखे थे इसलिए आप यहां जो देख रहे हैं मैं आपको स्रोतों की सूची दिखा सकता हूं हमारे पास स्पीकर का एक सेट था एक रेखा सारणी प्रणाली बाईं ओर और साथ ही मंच के दाईं ओर लटका हुआ था तो यहाँ दो रेखा सारणी स्पीकर हैं साथ ही आपके पास बालकनी के नीचे छोटे स्पीकर हैं जो आप लाल रंग में देखते हैं यहाँ देखें कि आपके पास वक्ताओं का एक सेट है यदि आप इसे करीब से देखते हैं तो सामने के अंत में स्पीकर का एक समूह है साथ ही आपके पास बालकनी स्थान के नीचे कुछ स्पीकर हैं तो यह व्यवस्था है आपका अलग वर्णन है आप किसी भी विशिष्ट कंपनी को चुन सकते हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है कि हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं इसके अलावा ये नीले डॉट्स हैं जहां हमने रिसीवर रखा है तो हम कल्पना करते हैं कि विशिष्ट पंक्तियाँ हैं जिनमें हमने लोगों को माना है बालकनी से नीचे आगे की तरफ आगे की सीट पर विभिन्न कोनों पर बालकनी मैं एक तरफ से दूसरी तरफ बैठे लोगों पर विचार किया है ड्राइंग भौतिक आयाम और ड्राइंग बनाने के लिए यहां अगला भाग यह पहला काम है मैं यहाँ इसका प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ इसके बाद आता है सामग्री का विनिर्देश इसलिए यदि आप एक विशिष्ट सामग्री लेते हैं तो हम बाद में विशिष्ट सामग्री और अवशोषित करने वाली सामग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं आवृत्ति के आधार पर आप इस बाएं हाथ की तरफ देखते हैं एक सामग्री पुस्तकालय है जिसमें से हम चुन सकते हैं या हम सामग्री जोड़ सकते हैं निर्भर करता है आवृत्ति पर सामग्री अवशोषण काफी निर्भर करता है तब हम पुनर्वितरण के समय का अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं यह पहली बात है आप विभिन्न आवृत्तियों पर t60 या rt60 का अनुमान लगा सकते हैं आपको स्रोतों और रिसीवरों के संबंध में rt 30 या rt 20 का उचित अनुमान मिलता है और यह आपको यह भी बताता है कि मीटर के संदर्भ में पथ वितरण कैसा है और ध्वनि स्रोत कितने हिट कर रहा है आपको ग्राफिक वर्णन देने के लिए आइए हम एक एक करके सोर्स पर आते हैं लाइन लाइन स्पीकर लेते हैं यदि आपके पास x z प्रतिनिधित्व है तो आपके पास रेखा सारणी स्पीकर सिस्टम है यह उत्सर्जन करना शुरू कर रहा है ये ध्वनि कण हैं जब तक प्रत्यक्ष ध्वनि इस व्यक्ति तक पहुंचती है तब तक यहां परावर्तित ध्वनि उपलब्ध होगी और समय मिलीसेकंड में है और पथ मीटर में है तो हॉल के पीछे के हिस्से तक पहुंचने के लिए सीधी आवाज़ के लिए लगभग 80 से 85 मिलीसेकंड का समय लगता है मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा अब यह प्रसार कर रहा है अब तक यह शायद पीछे के छोर तक पहुंच गया है अब प्रत्यक्ष ध्वनि हॉल के आगे के अंत में है इसमें लगभग 78 मिलीसेकंड लगते हैं और यह पीछे की पंक्ति तक पहुंचने के लिए लगभग 27 मीटर की दूरी तय करता है जबकि यहाँ ये परावर्तन के क्रम हैं यह उस परावर्तन की संख्या है जो हुआ है लगभग 7 से 8 परावर्तन पहले से ही इस क्षेत्र में हो चुके हैं जब तक आप सीधे ध्वनि प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ है कि आपको प्रवर्धन प्रणाली की आवश्यकता है अगर यह कुछ मिलीसेकेंड से आगे जा रहा है यह वह जगह है जहां निर्णय होता है जो निर्धारित करता है कि वक्ताओं के कितने सेट और प्रवर्धन प्रणाली को स्वयं कैसे डिज़ाइन करना है रेखा सारणी स्पीकर में हमारे पास स्पीकर ओं के विशिष्ट सेट को पूरा करने के लिए है सबसे कम शायद इस क्षेत्र को पूरा करेगा अगला यहांपूरा हो सकता है फिर यह क्षेत्र फिर यहाँ फिर बालकनी के लिए हमारे पास कुछ प्रवर्धन स्रोत हैं बालकनी के पीछे भी यह रियर स्पीकर है इस तरह से ध्वनि का प्रसार होता है तो इसे तीन आयामों में देखना यह एक ही सारणी स्रोत है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एक रेखा सारणी प्रणाली ध्वनि परावर्तन तीन आयामों में कैसे होता है आप समय की गणना कर सकते हैं और साथ ही दूरी को माप सकते हैं हम विशिष्ट उपधाराओं में मिलेंगे गणना या परिणाम कैसे दिख रहे हैं हमें एक विशेष रिसीवर लेना चाहिए हमें रिसीवर नंबर दो लेना चाहिए यह यहाँ है सभी स्रोत चालू हैं यदि आप सभी स्रोतों को देखते हैं तो सब कुछ चालू है यह रिसीवर नंबर दो है जिसे हाइलाइट किया गया है मैंने पहले ही यहां सिमुलेशन चलाए हैं मैं आपको केवल उन संख्याओं का विशिष्ट अनुमान दिखा रहा हूँ जो मुझे यहाँ मिली हैं टी 30 यानी पुनर्संयोजन का समय 30 डीबी क्षय ये विशिष्ट आवृत्ति हैं आपको यह टी 20 टी 50 के लिए भी मिलता है जो कि शुरुआती क्षय समय है t30 ऐसा दिखता है फिर आपको वक्रता ध्वनि दबाव स्तर जैसे विभिन्न पैरामीटर भी मिलते हैं यह परिभाषा d50 है यह स्पष्टता c7 c50 c80 है हम c50 और c80 के बारे में चर्चा कर रहे थे पार्श्व अंश प्रसार गूंज संभावना है और आपको इस विशेष स्थान पर एक सारांश मिलता है इस बिंदु पर विशिष्ट पुनर्संयोजन समय क्या है स्पष्टता क्या है आइए हम स्पष्टता मानों पर एक नज़र डालें हजार सी 80 पर लें यह 156 के आसपास है अब हम दूसरे रिसीवर पर चलते हैं रिसीवर नंबर 14 वह यहां बैठा है शायद हम रिसीवर नंबर 5 को देख सकते हैं और रिसीवर नंबर 5 इस जगह से थोड़ा पीछे है यदि आप इसे देखते हैं तो संख्या भिन्न होने लगती है तो यह स्पष्टता जो इस व्यक्ति को सामने की पंक्ति में इस बिंदु पर अनुभव होती है वह सीट नंबर 14 या सीट नंबर 5 या कहीं और बालकनी में कभी कभी पीछे से मिलने वाली चीज़ों से भिन्न होगी आप अंतरों का सामना करना शुरू कर देंगे तालिकाओं का सारांश फिर आपके पास क्षय वक्र है एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसे हमें अब देखने की आवश्यकता है उसे रिफ्लेक्टग्राम कहा जाता है यह एक स्थान की ध्वनिक गुणवत्ता को डिजाइन करने में आवश्यक है इस चीज को परावर्तक कहा जाता है जैसा कि हम बोर्ड पर बनाया था यहां आपके पास समय है इस बिंदु पर आपके पास सेकंड में समय है यह ध्वनि दबाव स्तर है जो यहां चुना गया है वह लाल एक सीधी ध्वनि है शून्य जो कि पहला आगमन है जिसके बाद आपके पास बहुत सारी नीली रेखाएं हैं जो इंगित करती हैं प्रत्येक परावर्तन विशेष रिसीवर तक पहुंचता है अब हम रिसीवर नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं इसके बजाय यदि आप रिसीवर नंबर दो या रिसीवर नंबर एक पर वापस जाते हैं तो यह परावर्तक काफी हद तक एक श्रोता की स्थिति से दूसरे श्रोता की स्थिति में भिन्न होगा हम श्रोता 01 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति इस कोने में कोने के करीब कहीं बैठा है यह प्रत्यक्ष ध्वनि है फिर उसे पहला परावर्तन मिलता है यह दूसरा परावर्तन तीसरा चौथा है और फिर उसे परावर्तन मिलने लगते हैं इसलिए यदि आप संगीत प्रदर्शन में रुचि रखते हैं तो आप शायद यहां कहीं 80 मिलीसेकंड पर रोक देंगे जो भी पहले आता है वह अच्छा है जो भी बाद में आता है उसे टालना पड़ता है अब देर के परावर्तन अपेक्षाकृत कम हैं अब यदि हम दूसरे रिसीवर पर जाते हैं उदाहरण के लिए एक रियर साइड वाला व्यक्ति जो यहाँ बैठा है तो हम उसी नंबर 5 को ले सकते हैं जो पांचवा रिसीवर है यदि आप परावर्तक को देखते हैं हमने देखा कि 80 मिलीसेकंड के बाद यह अलग होना शुरू हो रहा है फिर भी आपके पास तेज परावर्तन आ रहे हैं अब हम देखते हैं कि वे परावर्तन कहां से आ रहे हैं तो यह शून्य है यह पहला परावर्तन है जो आपको मिल रहा है आप वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ ऊपर के दृश्य में भी कल्पना कर सकते हैं कि यह किस दिशा से आ रही है और यह वास्तव में अलग अलग आवृत्तियों पर भी कहां से आ रही है तो यह विशेष परावर्तन आप कल्पना कर सकते हैं यह इस तरह दिख रहा है स्रोत यहां है रेखा सारणी स्रोतों में से एक है प्रत्यक्ष ध्वनि यहां है अगर हम परावर्तित ध्वनि पर एक नज़र डालते हैं तो हम और अधिक स्पष्टता से देखने के लिए और परिवर्तनों को लेते हैं तो आपको साइड की दीवारों के साथ साथ फ़्लोर प्लेन से भी परावर्तनब मिलना शुरू हो जाता है इसके अलावा यह वास्तव में सचित्र रूप से आपको परावर्तन देगा देखें कि पीछे की दीवार में एक परावर्तन बन रहा है यह बगल की दीवार की यात्रा करता है फिर यह यहाँ आता है यह एक तरह का अनुमान है कि परावर्तन कहां हो रहा है यदि आपको लगता है कि एक मजबूत ध्वनि है यह डेसीबल है प्रारंभिक स्रोत लगभग 73 डीबी था अब आपको देर से परावर्तन मिल रहा है जो लगभग 64 से 65 डीबी है जिससे बचने की जरूरत है यह एक बहुत मजबूत परावर्तन है अगर मुझे इस विशेष परावर्तन से बचना है तो मुझे मंच की पीछे की दीवार या इस विशेष साइड की दीवार का उपचार करना होगा यदि आप एक करीब से देखते हैं तो हमने विशिष्ट अवशोषित पैनल लगाए हैं लेकिन फिर यदि आपको इस विशेष रिसीवर को संबोधित करना है तो उपचार यहां या यहां होना है ताकि इस विशेष किरण को काट दिया जा सके इसी तरह आप कुछ विशिष्ट सैंपलिंग पॉइंट ले सकते हैं और यहां काम करना शुरू कर सकते हैं आप दूर मैं देर से विशिष्ट परावर्तन को भी पाते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि ध्वनि दबाव के स्तर के मामले में वे बहुत कम हैं यहां एक और मजबूत परावर्तन है यह भी प्रतीत हो सकता है कि यह पीछे की दीवार से टकराता है दो तीन और परावर्तन हैं जो पूरे हॉल में हो रहे हैं यह संभव नहीं है कि यह सभी तरह से टकराए और वापस आ जाए यह एक ऐसा विकल्प है जिसे एक व्यक्ति को लेना है सतहों के बीच जिसमें वह परावर्तन हो रहा है वह पथ जिसमें वह यात्रा कर रहा है और ध्वनि कितनी तीव्र है परावर्तित ध्वनि तो परावर्तक आम तौर पर आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि विशिष्ट परावर्तन कहां हो रहे हैं और आप स्थान को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं और ग्राफिक रूप से पता लगा सकते हैं कि नया डिज़ाइन या नया आकार परावर्तनो को बढ़ाएगा या नहीं फिर आपके पास एक चीज होती है जिसे बिन्यूरल कहा जाता है तो दो कान हैं दोनों को वास्तव में एक ही समय में परावर्तित और प्रत्यक्ष ध्वनि मिलनी चाहिए बाएं कान और दाएं कान में प्राप्त ध्वनि के बीच अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए तो यह ध्यान में रखते हुए बीनायुरल ग्राफ मदद करता है इससे आपको यह पता चलता है कि किस समय आपका बायाँ कान और दायाँ कान सिग्नल प्राप्त करना शुरू करते हैं और वे कितने तेज होते हैं साथ ही आपके पास डिफ्यूसिटी वक्र होता है इको संभावना वक्र है अगर यह दहलीज से ऊपर चला जाता है तो 50 प्रतिशत दहलीज तोइस बात की संभावना है कि 50 प्रतिशत लोग इस विशेष तेज परावर्तन से परेशान हो सकते हैं इसलिए इन छवियों को संख्याओं को देखते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए हम ध्वनिक डिजाइन पर काम करना शुरू कर सकते हैं आइए हम कुछ और गुणवत्ता मानकों पर एक नज़र डालें जो हमारे पास थे मैं आपको तीन आयामी मानचित्रण दिखाने जा रहा हूं जो हमने यहां किया है आइए हम विशेष रूप से विशिष्ट मापदंडों का चयन करें और उन्हें देखें मैं ऊपर से इसको देखने जाऊंगा और हमें 250 हर्ट्ज पर t30 पर एक नज़र डालनी चाहिए हमारे द्वारा यहां प्राप्त होने वाला पुनर्वितरण का समय लगभग 08 है और विशिष्ट बिंदुओं पर परावर्तन हैं जिसके कारण आपको थोड़ा बढ़ा हुआ पुनर्वितरण समय मिलता है फिर भी आपको वितरण ग्राफ मिलता है कम या ज्यादा इस आवृत्ति पर पुनर्संयोजन का समय ठीक है 1000 हर्ट्ज पर यह आगे नीचे आ रहा है उच्च आवृत्ति पर यह अंततः नीचे गिर जाएगा अगला पैरामीटर जो हम देखेंगे वह अधिक प्रासंगिक है हमने स्पष्टता c50 को देखा आप देखेंगे कि दो अलग अलग स्पष्टियाँ हैं जो हमें मिल रही हैं यहाँ एक पंक्तियों में और यह एक बालकनी के नीचे है यह वास्तव में एक डबल स्पेस बन जाता है जहां इस क्षेत्र में अवशोषण की स्थिति अलग अलग होती है क्योंकि आइटम अलग है और बालकनी के नीचे एक आयतन बहुत कम है अवशोषण अलग हैं तो स्पष्टता अधिक है इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा है यह भी बेहतर नहीं है कि यहाँ एक पंक्ति और अगली पंक्ति के बीच एक भिन्नता है स्पष्टता अलग तरह का है हमें एकरूपता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी उसी के अनुसार आदर्श रूप से हमें यहाँ मूल्य को नीचे लाना होगा हो सकता है कि कुछ परावर्तक घटकों को पेश किया जाए या यहाँ अवशोषण को कम किया जाए यहाँ आयतन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है इसलिए आखिरकार आपको वितरण को अधिक उचित बनाना होगा इस तरह का वितरण बहुत बेहतर नहीं हो सकता है तो स्पष्टता वाला हिस्सा इसे समायोजित करना होगा फिर से आप विभिन्न आवृत्तियों को देख सकते हैं इसलिए यदि आप एक c80 को देखते हैं तो शुरू में इस भाग में आपके पास एक अलग स्पष्टता होती है अंततः यह भिन्न होता है और फिर यहाँ बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह इंगित करता है कि स्पष्टता के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है पुनरावृत्तियों में से एक जिसका परिणाम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बाद कुछ और वृद्धि की गई फिर पार्श्व भिन्नों जैसे अन्य पैरामीटर हैं जो मैंने आपको बताया था हम इन तकनीकी शब्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और उच्चतर गूंज की संभावना है किस बिंदु पर गूंज हो सकती है शायद यहां इन स्थानों पर गूंज की संभावना अधिक है ज्यादा संभावना नहीं है इसलिए हम वास्तव में इन मापदंडों को देख सकते हैं और इसे डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं फिर हमारे पास अपना भाषण ट्रांसमिशन इंडेक्स है जिसे हमने एसटीआई में देखा यहाँ एसटीआई बहुत अधिक है और सामने के हिस्से में यहाँ कहीं मात्रा बहुत अधिक है छत काफी ऊँची है एसटीआई थोड़ा कम है हालांकि यह वास्तव में कम नहीं है यह कहीं न कहीं 07 के आसपास है जो बुरा नहीं है हालांकि फिर भी अगर आपको इसे बढ़ाना या सुधारना है तो आपको कुछ ध्वनि समायोजन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हो सकती है या आपको कुछ परावर्तकों और अवशोषक के साथ जाना होगा ताकि शोर और संकेत अनुपात को समायोजित किया जा सके विशेष रूप से प्रवर्धित ध्वनियों के लिए आपके पास कुछ औसत मात्राएँ हैं तो यह सब कुछ है विशेष रूप से संख्या जो हम सिद्धांत में अध्ययन करते हैं अभ्यास में लागू होते हैं इसलिए एक विशिष्ट हॉल किसी भी छोटे बड़े वॉल्यूम ऑडिटोरियम में लेक्चर हॉल कॉन्फ्रेंस रूम से शुरू होकर बड़ी मात्रा में ऑडिटोरियम इन संख्याओं या इन सूचकांकों पर जो हमने गुणवत्ता सूचकांकों को देखा गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं इस सत्र को समाप्त करने के लिए हमने सामान्य डिजाइन विचारों पर ध्यान दिया सामान्य चीजें क्या हैं हमने देखा ध्वनिक रिफ्लेक्टरों के डिजाइन इसे डिजाइन करने के पीछे सिद्धांत क्या है हमने कुछ ध्वनिक दोषों को भी देखा जो सामान्य हैं और हमने एक और बात पर भी ध्यान दिया जिसे एनवेलपमेंट कहा जाता है यह आपको एक विचार देना है कि अपने स्पीकर ओं को कहां रखा जाए हां यह प्रदर्शन के प्रकार पर निर्भर करता है यह बहुउद्देशीय हॉल के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है यदि यह सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा के लिए है तो यह ठीक है या भाषण यह ठीक है जबकि अगर यह बहुउद्देशीय हॉल के लिए है तो यह अधिक चुनौतीपूर्ण होताहै और फिर हमने ओडोन ध्वनिकी के प्रदर्शन को देखा यह एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसके माध्यम से वास्तव में पैरामीटर गुणवत्ता संकेतकों का प्रदर्शन किया गया था Thank you धन्यवाद